हमने पिछली इकाई 8 सात गैर तकनीकी कार्यक्रम परिणामों को देखा उन्होंने व्यावसायिक दक्षताओं को संबोधित किया और इन सात परिणामों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्देशात्मक गतिविधियों को डिजाइन करना और संचालित करना पहले संकाय द्वारा उनकी प्रासंगिकता और काफी समूह प्रयास में विश्वास की आवश्यकता है यदि आप ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि यदि आप इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के चारों ओर देखते हैं तो जिस तरह से इन सात परिणामों का संचालन किया जाता है वह शायद ही सीधे संबोधित किया जाता है कोई भी इसे अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित कर सकता है लेकिन सीधे PO6 से PO12 को बहुत कम ही इस अर्थ में संबोधित किया जाता है कि वे उस मूल्यांकन में परिलक्षित नहीं होते हैं जो हम करते हैं मॉड्यूल 1 यूनिट 9 के परिणामों को समझा जाता है कि सीखने के मुख्य रूप से तीन डोमेन हैं और हमारे सभी अनुभवों में सभी डोमेन से तत्व हैं इसके बाद ब्लूम की टैक्सोनॉमी की संरचना का वर्णन करें और विशेष रूप से हमने संज्ञानात्मक स्तरों को समझने की कोशिश की एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद रखें और समझें ये तीन परिणाम हैं जिन्हें हम इस इकाई में संबोधित करते हैं अब एक बार फिर से हमने सीखने के परिणामों के बारे में जो बताया है उसे दोहराने की कोशिश करेंगे लर्निंग आउटकम एक कार्यक्रम एक पाठ्यक्रम या एक निर्देशात्मक इकाई के अंत में शिक्षार्थियों से क्या करने की उम्मीद की जाती है अब हम पाठ्यक्रमों के परिणामों को कैसे लिखते हैं हमें सीखने के परिणामों को बताना होगा और फिर इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए निर्देश का संचालन करना होगा लेकिन हम परिणामों को कैसे वर्गीकृत करते हैं या हम इन परिणामों को कैसे लिखते हैं हमें हितधारकों के बीच संचार के लिए एक तरह की कार्यप्रणाली के साथ साथ कुछ शब्दावली की आवश्यकता होती है और जब आप परिणाम लिखते हैं तो आम तौर पर आप दो या तीन संकाय सदस्यों के बीच एक प्रवचन चाहते हैं जो उस विशेष पाठ्यक्रम से संबंधित हों इसका मतलब है कि जब भी आप एक दूसरे के साथ पहली बार संवाद कर रहे होते हैं तो आपको यह स्थापित करना होता है कि आपके पास बोलने के लिए एक सामान्य भाषा है इसका मतलब है कि कोई भी शब्द जिसका आप उपयोग करते हैं उसका मतलब सभी के लिए समान है और यह एक चयनित टैक्सोनॉमी के भीतर काम करने के लिए उम्र बढ़ने से प्राप्त होता है और यह भी एक ही वर्गीकरण करना वांछनीय है जो न केवल सीखने के परिणामों पर लागू होता है बल्कि मूल्यांकन और शिक्षण भी होता है इसका मतलब है कि एक वर्गीकरण द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा के भीतर हमें परिणामों को लिखने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने और छात्रों को परिणाम प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षण या निर्देश देने जैसी सभी गतिविधियों को करने में सक्षम होना चाहिए और परिणाम कथन में एक अच्छी तरह से परिभाषित संरचना होनी चाहिए परिणाम कथन की संरचना को हम बाद में एक इकाई में ले लेंगे जब हम कर के साथ खुद को परिचित कर लेंगे अब अधिकांश समय एक शिक्षक के रूप में आप पाठ्यक्रम स्तर पर सीखने के परिणामों से चिंतित हैं जब आप पाठ्यक्रम के डिजाइन को देखना चाहते हैं तो हम कार्यक्रम के परिणामों और कार्यक्रम के विशिष्ट परिणामों और इतने पर देख रहे हैं लेकिन पाठ्यक्रम स्तर पर भी हमारी मुख्य चिंता यह होगी कि मैं पाठ्यक्रम परिणामों के संदर्भ में अपने पाठ्यक्रम का वर्णन कैसे करूं लेकिन इन पाठ्यक्रम परिणामों को भी कार्यक्रम के परिणामों और कार्यक्रम के विशिष्ट परिणामों के सबसेट को संबोधित करना होगा तो उस हद तक पाठ्यक्रम के परिणामों को पीओ और पीएसओ से संबंधित होना चाहिए अब जब आप पाठ्यक्रम के परिणाम लिखते हैं तो हम अनुदेश और मूल्यांकन के साथ साथ तीनों के बीच संरेखण के मुद्दे से भी चिंतित होते हैं क्योंकि यदि आप एक कोर्स परिणाम लिखते हैं जिसके लिए मैं आसानी से निर्देश की योजना नहीं बना सकता हूं या मैं आसानी से आकलन नहीं कर सकता हूं उस तरह के प्रारूप में पाठ्यक्रम परिणाम लिखने का कोई मतलब नहीं है अब कई टैक्सोनॉमी हैं जो साहित्य में मौजूद हैं यहां तक कि उनमें से कई अभी भी प्रचलित हैं उनमें से कुछ ब्लूम सोलो फिंक गगने मारज़ानो और केंडल आदि हैं और ये सभी टैक्सोनॉमी सीखने के व्यवहार की टिप्पणियों और मस्तिष्क के कार्यों की सीमित समझ के आधार पर सीखने में शामिल प्रक्रिया को एक संरचना देने का प्रयास करते हैं उदाहरण के लिए हम पूरी तरह से समझने से दूर हैं कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और यह कैसे प्रक्रिया करता है या यह कैसे सीखता है सबसे पहले मस्तिष्क के दृष्टिकोण से सीखने का क्या अर्थ है और यह जानकारी को कैसे संसाधित करता है क्या मस्तिष्क के अंदर कोई संरचना है हमारे पास यह समझने की बहुत सीमित मात्रा है कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और यही कारण है कि आपके पास कई टैक्सोनॉमी हैं प्रत्येक टैक्सोनॉमी इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखेगा यहां हमारा ध्यान संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण पर है जिसके साथ हम वर्तमान में निपटेंगे अब ब्लूम की टैक्सोनॉमी पर थोड़ी सी पृष्ठभूमि बेंजामिन ब्लूम प्रारंभिक '50 के दशक में विनिर्देशों के विकास पर काम कर रहे थे जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्य उनके शैक्षिक उद्देश्य कुछ भी नहीं हैं लेकिन सीखने के परिणाम उनके संज्ञानात्मक जटिलता के अनुसार आयोजित किए जा सकते हैं उन्होंने कहा कि जहां भी आपके पास सीखने के परिणाम हैं निश्चित रूप से उनकी मुख्य चिंता स्कूल स्तर पर थी जहाँ भी आपके पास ये सीखने के परिणाम हैं मैं उन्हें कैसे वर्गीकृत करता हूं उदाहरण के लिए सभी सीखने के परिणाम एक ही श्रेणी में आएंगे उदाहरण के लिए मैं पूछता हूं कि एक परिणाम कुछ प्रमेय का वर्णन करने के लिए है या एक और परिणाम हो सकता है कि छात्र को कुछ समस्याओं के वर्ग को हल करने में सक्षम होना चाहिए स्पष्ट रूप से एक समस्या को हल करना कुछ याद रखना समान स्तर पर नहीं है तो इस हद तक मुझे इन दोनों को वर्गीकृत करना होगा दो अलग अलग काम हैं और उसके पास जो है पहले उसने एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कहा इसके तीन पहलू हैं अर्थात् एक संज्ञानात्मक आयाम या संज्ञानात्मक डोमेन है एक भावात्मक डोमेन है या एक साइकोमोटर डोमेन है ये तीन मनोवैज्ञानिक डोमेन हैं जिन्हें 19 1950 के दशक में मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान जैसे विषयों द्वारा उस समय तीन डोमेन के रूप में स्वीकार किया गया था इसलिए पहली बात उन्होंने किसी भी दिए गए कार्य को कहा जिसे आप तीन मनोवैज्ञानिक डोमेन में से एक मानते हैं इसका मतलब है कि किसी भी अनुभव को या तो संज्ञानात्मक प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक प्रमुख रूप से स्नेही या साइकोमोटर माना जाएगा लेकिन इन तीनों डोमेन के सभी तत्व किसी भी सीखने के अनुभव में मौजूद होंगे और संज्ञानात्मक डोमेन किसी व्यक्ति की जानकारी को संसाधित करने और उसका उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है जिसे हम आपकी प्रसंस्करण जानकारी या हम जिसे आप बुद्धि कहते हैं संदर्भ संदर्भ कहते हैं इसके लिए एक ढीला शब्द है लेकिन यह है कि संज्ञानात्मक डोमेन के साथ क्या व्यवहार करता है प्रसंस्करण की जानकारी भावात्मक डोमेन व्यवहार और भावनाओं से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करते हैं हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके साथ हमेशा भावनाएं जुड़ी होती हैं हमें जो भावनाएँ मिलती हैं वे हमारी पिछली पृष्ठभूमि पर निर्भर होती हैं और हम किसी विशेष सीखने के अनुभव से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं इसलिए भावात्मक डोमेन हमेशा सीखने के किसी भी अनुभव से जुड़ा होता है साइकोमोटर डोमेन में जोड़ तोड़ या शारीरिक कौशल शामिल है कुछ गतिविधियों के लिए कुछ शारीरिक कौशल की आवश्यकता होगी और कुछ विषयों में यदि आप थिएटर या पेंटिंग संगीत लेते हैं उनके शारीरिक कौशल वास्तव में प्रमुख हैं आपको शारीरिक कौशल में महारत हासिल करना है उन गतिविधियों को करने के लिए शारीरिक कौशल प्राप्त करना है तो यह वह जगह है जहां ब्लूम का वर्गीकरण मूल रूप से शुरू हुआ था और वास्तव में 1956 में और this56 के बाद से वर्गीकरण को प्रस्तावित किया गया था क्योंकि शिक्षाविद शैक्षिक मनोवैज्ञानिक न्यूरोसाइंटिस्ट के इतने बड़े समूह वे सभी इस बात से चिंतित हैं कि मूल ब्लूम का वर्गीकरण बहुत अधिक मात्रा में आलोचकों के अधीन था और लोगों को कुछ चीजों के बारे में कुछ आरक्षण नहीं मिला और एक समिति थी कि लगभग 2000 वर्ष 2000 में वे बैठ गए और उन अनुभवों के फीडबैक को देखा जो दिए गए थे और यह देखने की कोशिश की कि क्या कोई संशोधन करने की आवश्यकता है इसलिए उन्होंने लेबल द्वारा सबसे पहले ब्लूम की टैक्सोनॉमी को थोड़ा संशोधित किया और उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक स्तरों को थोड़ा बढ़ाया और फिर तथाकथित आए उन्होंने भी संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में बात करते हुए प्रस्तावित किया उन्होंने पहचान लिया कि संज्ञानात्मक सीखने के दो आयाम हैं एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है दूसरा ज्ञान है आप कुछ ज्ञान तत्वों पर कुछ संज्ञानात्मक गतिविधि कर रहे हैं यही उन्होंने पहचान लिया है और उन्होंने संज्ञानात्मक डोमेन को दो आयामी एक में बदल दिया है अर्थात् संज्ञानात्मक स्तर और ज्ञान श्रेणियां अब इस तरह से सीखने के डोमेन को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है आपके पास संज्ञानात्मक है जिसके दो आयाम हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया और ज्ञान श्रेणियां आपके पास भावात्मक डोमेन है जो भावना के साथ चिंता करता है और फिर तीसरा एक साइकोमोटर है और सभी तीन आयामों में सभी इच्छित सीखने के अनुभवों और गतिविधियों में अलग अलग डिग्री शामिल हैं ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप कह सकें कि कोई पूरी तरह से अनुपस्थित है यदि कोई इसे पूरा करना चाहता है तो वह आध्यात्मिक डोमेन भी जोड़ सकता है लेकिन हमारे मॉड्यूल में हम आध्यात्मिक डोमेन के साथ काम नहीं करेंगे बस पूरा करने के लिए हम आध्यात्मिक नामक इस आयाम को जोड़ सकते हैं अब जैसा कि हमने उल्लेख किया है मूल टैक्सोनॉमी ब्लूम की टैक्सोनॉमी ब्लूम निश्चित रूप से वह एक समिति के अध्यक्ष थे लेकिन यह पिछले 60 70 वर्षों के साथ ब्लूम के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है और 1956 में वह पुस्तक है जिसे लोकप्रिय रूप से उस हैंडबुक के रूप में जाना जाता है जिसे प्रकाशित किया गया था और फिर इस ब्लूम के कराधान का एक प्रमुख संशोधन 2001 में दिखाई दिया यह एंडरसन क्रथोउल और कई अन्य लेखकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है पुस्तक का शीर्षक ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग और असेसमेंट है यह मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानता हूं कि यदि आप संशोधित या एंडरसन ब्लूम के वर्गीकरण के भीतर काम कर रहे हैं तो इस पुस्तक का होना या पहुँचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस संशोधित कराधान को अब एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के रूप में जाना अब हम उन अनुभवों को देख सकते हैं जो वास्तव में एकीकृत हैं वे वास्तव में अलग थलग अनुभव नहीं हैं अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखेंगे तो इसमें आपका सब कुछ है संज्ञानात्मक है स्पष्ट रूप से स्नेह की एक अभूतपूर्व राशि है वह भावना जो इसमें शामिल है और फिर निश्चित रूप से आपके पास शारीरिक कौशल है तो कोई कह सकता है कि ये वास्तव में एकीकृत अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस तरह के एक नृत्य या एक प्रदर्शन करने वाले कलाकार को इन एकीकृत अनुभवों की तरह होगा और एक प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक देख सकता है इसका मतलब है कि आप किसी तरह अन्य दो पर कम और कम ध्यान देते हैं लेकिन आप हैं ये एक प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक अनुभवों का प्रतिनिधित्व करते हैं आप इसे प्रमुख रूप से सकारात्मक भी मान सकते हैं मुख्य बात जो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं एक दूसरे के प्रति भावना और स्नेह व्यक्त कर रहे हैं और फिर यह प्रमुख रूप से साइकोमोटर है यहाँ आपको अत्यधिक उच्च कौशल की आवश्यकता होती है हालांकि आप कह सकते हैं आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कोई संज्ञानात्मक आयाम नहीं है ठीक उसी समय क्या करना है यह एक संज्ञानात्मक निर्णय है लेकिन प्रभुत्व इन गतिविधियों में से किसी एक को पूरा करने के लिए होता है जिसके लिए आपको अत्यधिक मनोचिकित्सक कौशल की आवश्यकता होती है कभी कभी आप किसी दिए गए अनुभव में एक सीमित अवधि में विभिन्न अनुभवों से गुजरेंगे उदाहरण के लिए 90 मिनट की परीक्षा में यदि आपके पास पहले 85 मिनट हो सकते हैं तो आप प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक हैं लेकिन फिर अंतिम 5 मिनट काफी भावुक हो सकते हैं और थोड़े स्नेहपूर्ण डोमेन में जा सकते हैं यदि आप पहले जो कर रहे थे उससे खुश नहीं हैं ठीक है तो आप डोमेन में भी बदलाव कर सकते हैं अब एंडरसन ब्लूम द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं याद रखें समझें लागू करें विश्लेषण करें मूल्यांकन करें और बनाएं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से आप क्रिया क्रिया कह सकते हैं वे कार्रवाई के प्रतिनिधि हैं क्योंकि यही वह तरीका है जिसकी हमें आवश्यकता है क्योंकि परिणाम के रूप में कहा गया है परिणाम वही है जो छात्र को करने में सक्षम होना चाहिए तो यहाँ वह क्या कर रहा है आप याद कर रहे हैं समझ रहे हैं आवेदन विश्लेषण मूल्यांकन और निर्माण कर रहे हैं यह आप क्या कर रहे हैं तो ये वास्तव में क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि कुछ प्रकार की पदानुक्रम है समझ की गतिविधि में पदानुक्रम में याद रखना शामिल है याद रखना शामिल हो सकता है लागू गतिविधि दोनों को समझने और याद रखने के लिए शामिल होगी या होने की संभावना है इसी तरह विश्लेषण में लागू करना समझना और याद रखना शामिल होगा और जो सबसे ज्यादा है वह अन्य सभी 5 गतिविधियों को शामिल कर सकता है इसलिए इसमें एक तरह की पदानुक्रम शामिल है पदानुक्रम का मतलब उच्च कठिनाई स्तर नहीं है हम बाद के बिंदु पर आएंगे किसी तरह साहित्य में उच्च स्तर की गतिविधि को स्वचालित रूप से अधिक कठिन माना जाता है जो सच नहीं है ठीक है हमें यह याद रखना चाहिए कि आप सबसे कम स्तर की गतिविधि को क्या कहते हैं जिसे आप कह सकते हैं याद रखना दीर्घकालिक स्मृति से प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करना ठीक है यह है कि आपने कुछ याद किया है या आपने स्मृति में कुछ डाला है और जब भी आप चाहते हैं तो आपको इसे याद रखना आवश्यक है क्योंकि आप हर बार 2 2 4 नहीं कह सकते हैं इसका उत्तर दीर्घकालिक स्मृति के बजाय आना चाहिए इसे गणितीय समस्या के रूप में हल करने की कोशिश की जा रही है 2 पर 2 क्या है गुणा से क्या मतलब है 2 से क्या मतलब है हम उस तर्क से नहीं गुजर रहे हैं तो किसी के लिए क्या होता है कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रयास के किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत सारी जानकारी संग्रहीत करनी होगी और आपको आसानी से पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए प्रासंगिक ज्ञान तथ्यात्मक हो सकता है जैसे पानी का घनत्व क्या है आप एक हैंडबुक पर जाना और परामर्श नहीं करना चाहते हैं यह एक तथ्यात्मक जानकारी है और इसमें वैचारिक जानकारी वैचारिक ज्ञान होना चाहिए जैसे कि द्रव्यमान का क्या मतलब है मैं जा नहीं रहा हूं और परामर्श करता रहूंगा मुझे उस तरह की अवधारणा को जानना चाहिए फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान इस तरह से आप गणना करते हैं आप कैसे गुणा करते हैं आप कैसे जोड़ते हैं ये प्रक्रियात्मक ज्ञान हैं जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है और यह इनमें से किसी का भी संयोजन हो सकता है इसलिए सार्थक शिक्षण और समस्या समाधान के लिए ज्ञान को याद रखना आवश्यक है और आपको बहुत सारी जानकारी लोड करनी होती है लेकिन यह वहाँ नहीं रुक सकती है इसलिए यह एक न्यूनतम स्तर की गतिविधि है और हमें कई चीजों को याद रखने की आवश्यकता है अब मैं एक क्रिया को कैसे जोड़ूं जो याद रखने को दर्शाता है इसलिए हम एक क्रिया प्रकार को याद रखने पहचानने याद करने सूची बताने लिखने खोजने लिखने खोजने स्थिति आकर्षित करने लेबल लगाने परिभाषित करने नाम बताने वर्णन करने या यहां तक कि एक प्रमेय सिद्ध करने के लिए क्रिया क्रियाओं का उपयोग करते हैं ये कुछ क्रिया क्रियाएं हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं कोई आपके अनुभव के आधार पर कुछ अधिक निर्भर जोड़ना चाह सकता है लेकिन मुख्य बात यह है कि आपने मेमोरी में कुछ संग्रहीत किया है और आपको एक ऐसी गतिविधि करनी होगी जिसमें दीर्घकालिक स्मृति से लेकर आपके वर्तमान सचेत अवस्था तक लाने में शामिल होगा तो वह गतिविधि है जो याद रखने में शामिल है अब कुछ नमूना गतिविधियाँ जो हम बताएंगे एक प्रकार की समस्या कथन के रूप में बताएंगे जो आप मूल्यांकन में पूछ सकते हैं एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए स्थिति को राज्य और साबित करें ठीक है एक बता रहा है और दूसरा साबित हो रहा है अधिकतम दक्षता के लिए शर्त को साबित करना कि अधिकतम दक्षता की गणना करने का एक तरीका प्रस्तुत किया गया है और आपको यह साबित करना होगा सबूत पहले से ही छात्र को दिया गया है और यहां आप गणना नहीं कर रहे हैं कृपया याद रखें आप दक्षता की गणना नहीं कर रहे हैं आप केवल अधिकतम दक्षता के लिए शर्त को साबित कर रहे हैं दोनों आपके सामने प्रस्तुत हैं आपको उन्हें याद करना होगा और लिखना होगा तो ये सभी उदाहरण समान हैं एक विद्युत प्रणाली में स्वचालित उत्पादन नियंत्रण का क्या महत्व है क्या महत्व है यही आप हैं जो हम बाद में देखेंगे आप केवल महत्व बता रहे हैं इसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है आप याद कर रहे हैं लचीले फुटपाथों की विफलता और उपचारात्मक उपायों का वर्णन करें सिद्ध है कि कम लागत खोई हुई शक्ति एक खुली प्रणाली में द्रव प्रवाह में एन्ट्रापी पीढ़ी दर के लिए आनुपातिक है यह काफी जटिल और गहरा लग सकता है लेकिन आप जो कर रहे हैं वह साबित कर रहा है कि खोई हुई शक्ति एन्ट्रापी के लिए आनुपातिक है केवल याद कर रही है कंक्रीट संरचनाओं के डिजाइन के संबंध में काम करने की विधि की धारणाओं को सीमित करें और राज्य विधि को सीमित करें आप धारणाएं कह रहे हैं आदर्श परीक्षण स्थितियों और प्रयोगशाला परीक्षण स्थितियों के तहत संपीड़न में एक कंक्रीट के लिए तनाव तनाव घटता खींचें यह भी आप ड्राइंग कर रहे हैं यह आपको पहले ही दिखाया जा चुका है आप सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं घटता प्रजनन तो ये याद के लिए नमूना गतिविधियाँ हैं और आप इन STEMS का उपयोग करके अधिक प्रश्न भी उत्पन्न कर सकते हैं आखिर क्या हुआ और आप गैप भर सकते हैं फिर वह कौन था जिसने कुछ कहा क्या आप नाम बता सकते हैं या वर्णन करें कि क्या हुआ किससे बात की का अर्थ क्या है इसलिए ये तब होते हैं जब आप किसी विशेष इकाई जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके लिए कोई मूल्यांकन वस्तु लिखना चाहते हैं आपके पास ये हो सकते हैं जिसे आप अपनी मूल्यांकन वस्तुओं को लिखने के लिए शुरुआती बिंदु कहते हैं अब याद करने की तुलना में प्रमुख दूसरा बहुत महत्वपूर्ण थोड़ा और अधिक स्पष्ट रूप से अधिक जटिल पर आते हैं अंडरस्टैंड अब ऐसा भी है जब आप पुरानी टैक्सोनॉमी या ब्लूम के टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy को देखते हैं पहले टैक्सोनॉमी यह अंडरस्टैंड एक शब्द लगभग एक अपमानजनक अर्थ है इसलिए जो लोग मूल ब्लूम टैक्सोनॉमी Bloom's taxonomy के साथ काम करते हैं उन्हें यह शब्द पसंद नहीं है जिस शब्द का वे उपयोग करते हैं वह समझ में आता है लेकिन दुनिया भर से बहुत सी प्रतिक्रियाएं आने के बाद वे समूह ने वापस अंडरस्टैंड शब्द को समझने के लिए फैसला किया हैं अंडरस्टैंडिंग निर्देशात्मक संदेशों से अर्थ का निर्माण करना है निर्देशात्मक संदेश मौखिक हो सकते हैं जो कि कोई व्यक्ति बोल रहा है या यह समीकरणों के संदर्भ में पिक्टोरियल या ग्राफिक या सिंबॉलिक हो सकता है और प्रदर्शनों के माध्यम से व्याख्यान के दौरान क्षेत्र यात्राओं प्रदर्शनों या सिमुलेशन कंप्यूटर मॉनिटर पर पुस्तकों या पुस्तकोंमें निर्देशात्मक संदेश प्राप्त होते हैं इसलिए निर्देशात्मक संदेश इनमें से किसी भी स्रोत से आ सकते हैं और मुझे इन संदेशों से अर्थ निर्माण करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए वर्तमान में आप कुछ सुन रहे हैं जो एक मौखिक है और संभवतः आप एक मॉनिटर या सेलफोन पर देख रहे हैं और आपको उन अनुदेशात्मक संदेशों से अर्थ का निर्माण करना होगा यही अंडरस्टैंडिंग है अब अंडरस्टैंडिंग काफी बड़ी संख्या में उप प्रक्रियाओं को समझने में शामिल है इसलिए यहां सूचीबद्ध सात हैं आइए हम जल्दी से इससे देखते है इन्टरप्रेट इंटरप्रिटेशन का अर्थ है अपने शब्दों में अनुवाद करना या प्याराफ्रैजिंग करना या प्रतिनिधित्व करना या स्पष्ट करना उदाहरण के लिए आपके सामने कुछ प्रस्तुत किया गया है तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसमें जो कहा जा रहा है उसे स्पष्ट करें या अपनी भाषा में या अपने स्वयं के शब्दों में अनुवाद करें ये इंटरप्रिटेशन हैं यह वही है जिसे पहले कहा जाता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वह आपके लिए प्रस्तुत किए गए संदेश से बाहर है अब अगला एक्जेम्पलीफाइ है इसका मतलब है कि आपको कुछ प्रस्तुत किया गया है आप स्पष्ट कीजिए आपके लिए कुछ थ्योरम प्रस्तुत किया गया है आप एक उदाहरण देते हैं या उसमें से कुछ निकालते हैं एक उदाहरण दें ठीक है एक्जेम्प्लिफिकेशन कुछ और नहीं बल्कि एक उदाहरण दे रहे हैं क्लास्सिफाइ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है या किसी और चीज़ में किसी को शामिल करना हैं आप कैसे वर्गीकृत करते हैं संक्षेपण सामान्यीकरण जैसा या अमूर्तता की तरह है आपके लिए कुछ विस्तृत या जटिल हो सकता है आप हमें एक गणितीय रूप में मौखिक विवरण बताते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट रूप है यह संक्षेप का एक तरीका है तब तुम किसी चीज का जिक्र कर रहे हो आपको जो भी प्रस्तुत किया जाता है उसमें आपको एक नमूना मिल रहा है आप यह बता रहे हैं कि किसी विशेष तरीके से जो कुछ प्रस्तुत किया गया है या संबंधित है उसकी तुलना आप कर रहे हैं कंट्रास्ट मैच और मैप आप दो अलग अलग ज्ञान तत्वों की तुलना कर रहे हैं और फिर उद्देश्य केवल तुलना करना हैं A और B के फायदे और नुकसान क्या हैं या A किस तरह से B से अलग है इसलिए यह उस प्रकार का प्रश्न है जो आप पूछेंगे और कभी कभी आप सिर्फ समझाते हैं उदाहरण के लिए हम अपने परीक्षणों और परीक्षाओं में कई ऐसे प्रश्न आते हैं एक मॉडल का निर्माण करें यह एक मौखिक मॉडल या एक गणितीय मॉडल हो सकता है किसी भी तरह से आप कुछ समझा रहे हैं तो ये सात उप प्रक्रियाएं हैं जिसमे हम शामिल हैं कुछ नमूना गतिविधियाँ यदि आप देखते हैं समझाएं कि लोड में वृद्धि के साथ प्रति पोल में एक DC मशीन फ्लक्स DE मशीन फ्लक्स क्यों घट जाती है मेमोरी मैप्ड memory और नमूना प्रश्न जैसा कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं यह एक STEM है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और अपने विषय के संबंध में मुझे यकीन है कि आप उस प्रकार के कई प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं एक संक्षिप्त रूपरेखा लिखें आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा तुम क्या सोचते हो मुख्य विचार क्या था अहम किरदार कौन था आइए हम दिए गए नाटक में या साहित्य के टुकड़े में कहें बीच अंतर करना क्या अंतर मौजूद हैं आपको क्या मतलब है इसका एक उदाहरण प्रदान करें तो ये कुछ STEMS हैं जिनका उपयोग आप अपने मूल्यांकन में समझ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रश्नों को लिखने में कर सकते हैं अब हम आपको असाइनमेंट के रूप में क्या करना चाहते हैं आपके द्वारा सिखाए गए या सीखे गए पाठ्यक्रम से गतिविधियों के दो उदाहरण दें जो याद और समझ के कॉगनिटिव स्तरों से संबंधित हैं आपको दो उदाहरण देने होंगे लेकिन वे वास्तव में उन दो श्रेणियों से संबंधित होने चाहिए अब यह कहने के लिए एक अभ्यास के रूप में एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी अद्वितीय नहीं है और कुछ लोगों द्वारा अन्य टैक्सोनॉमी का भी अनुसरण किया जाता है लेकिन इस बात की सराहना करने के लिए कि एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी की तुलना अपने चयन पसंद के दूसरे टैक्सोनॉमी से करें किसी प्रकार का कथन लिखें कि वे किस सीमा तक सामान्य हैं या किस सीमा तक भिन्न हैं और वे भिन्न क्यों हैं और इसके बाद हम यूनिट 10 में जाते हैं मुख्य रूप से यूनिट 10 कॉगनिटिव शेष चार कॉगनिटिव स्तरों को समझने लागू करने विश्लेषण करने मूल्यांकन करने और एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा यही इसका लक्ष्य है ध्यान देने के लिये धन्यवाद